अब मैं रोबोटिक पर इस पाठ्यक्रम का सारांश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इस कोर्स में वास्तव में 10 विषय हैं और सभी 10 विषयों को पढ़ाया गया है मैं हर विषय सिर्फ संक्षेप में बताने जा रहा हूं विषय 1 पहला विषय जो रोबोट की परिभाषा के साथ शुरू किया था

और रिपीटेबिलिटी का अध्ययन क्यों करना चाहिए अब हमने देखा है कि आज का बाजार गतिशील और प्रतिस्पर्धी है और यदि हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें कम लागत पर माल का उत्पादन करना होगा साथ के साथ गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और उत्पादकता अधिक होनी चाहिए और इन सभी का लाभ उठाने के लिए या सभी आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए हमें स्वचालन के लिए जाना चाहिए हमने थोड़ी चर्चा की रोबोटिक का निर्माण शुरू कर दिया उदाहरण के लिए स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं

अब यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि आज तक का सबसे परिष्कृत रोबोट के संक्षिप्त इतिहास को दर्शाता है अब यदि आप देखते हैं कि रोबोट में भी इस्तेमाल किया जाता है अब वास्तव में एक रोबोट जोड़ मिले हैं जिनकी मैंने पहले ही चर्चा की थी अब एक रोबोट की 1 डिग्री की स्वतंत्रता है फिर अगर मैं बेलनाकार जोड़ निर्धारित करने के लिए अब अगर यह एक आदर्श प्लानर रोबोट हो सकते हैं रोबोट हो सकते हैं सीरियल मैनिप्युलेटर का वर्गीकरण हैं फिर हम कार्यक्षेत्र विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करते हैं हम ऐसे शब्दों को परिभाषित करते हैं जो आपके द्वारा उपलब्ध कार्यक्षेत्र और निपुण कार्य स्थान से मतलब रखते हैं तो संक्षेप में रिचएबल कार्यक्षेत्र जगह का वह क्षेत्र है जिसमें रोबोट जैसी बातों पर चर्चा की रिज़ॉल्यूशन है हमने संक्षेप में रोबोट का उपयोग करते हैं अंतरिक्ष में रोबोट का उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए ग्रिपर मिले हैं विभिन्न प्रकार के एंड इफ़ेक्टर हमने विवरण में ऐसी सभी चीजों पर चर्चा की थी फिर हमने विस्तार से शिक्षण विधियों पर चर्चा की मूल रूप से हमें रोबोट का उपयोग नहीं कर रहे हैं हम कुछ प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा की मदद ले रहे हैं अब यह ऑनलाइन शिक्षण या तो मैनुअल शिक्षण हो सकता है या यह शिक्षण के माध्यम से नेतृत्व हो सकता है मैनुअल टीचिंग पॉइंट टू पॉइंट टास्क के लिए उपयुक्त है और टीचिंग के जरिए लीड लगातार काम करने के लिए उपयुक्त है फिर हमने एक रोबोट खरीदना चाहिए और यहाँ हम 2 शब्दों को परिभाषित करते हैं एक को रोबोट खरीदने के लिए जाते हैं ऐसी सभी बातें पर मैंने आपके पहले विषय पर चर्चा की थी वह है introduction to robots and robotics फिर मैंने विषय 2 पर ध्यान केंद्रित किया यह रोबोट में व्यक्त की जा सकती है इसी तरह 3 कॉर्डिनेट प्रणाली में ओरियंटेशन की जानकारी करता है उदाहरण के लिए यदि मैं सिर्फ एक सजातीय परिवर्तन मैट्रिक्स है

फिर हमने डेनवेट हर्टनबर्ग नोटेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं अब यहां एंड इफेक्टर की समस्या है और एक बार जब हमने इस इन्वर्स कैनेमैटिक जोड़ों में सहज बदलाव सुनिश्चित कर सकें अब इस प्रक्षेपवक्र नियोजन समस्या की सहायता लेते हैं उदाहरण के लिए हम बहुपद प्रक्षेपवक्र की मदद लेते हैं हम आम तौर पर क्यूबिक बहुपद या उच्च क्रम बहुपद को पांचवें क्रम बहुपद की तरह मानते हैं और बहुपद के गुणांक कुछ सीमा स्थितियों या ज्ञात स्थितियों की मदद से निर्धारित किए जाते हैं फिर हम रैखिक प्रक्षेपवक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन हम शुद्ध रैखिक प्रक्षेपवक्र फ़ंक्शन का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंत में अनंत त्वरण और अनंत मंदन होगी अगर मैं रैखिक प्रक्षेपवक्र फ़ंक्शन का उपयोग करता हूं और यही कारण है कि हम दो रैखिक प्रक्षेपवक्र परवलिक मिश्रणों को जोड़ते हैं फिर हम जोकोबियन मैट्रिक्स की एक या एक से अधिक डिग्री को खोने वाला है अब इसजोकोबियन मैट्रिक्स की मदद से हम इस विशेष विलक्षणता की जाँच भी कर सकते हैं इसलिए वास्तव में हमने ऐसी सभी बातें पर और अधिक विवरणों से चर्चा की है फिर हम रोबोट के मान मिले हैं और उनके वेग और त्वरण ज्ञात हैं उदाहरण के लिए कहें फिर आपका आता है फिर आता है तो ये सभी दिए गए हैं और मुझे जैसे सभी टॉर्क वैल्यू का पता लगाना होगा तो यह विशेष समस्या कुछ भी नहीं है लेकिन इन्वर्स डायनामिक्स क्या है यह कुछ भी नहीं है लेकिन गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा के बीच का अंतर है इसलिए उस विशेष समीकरण को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं इससे पहले कि हम पूरे रोबोट के लिए संभावित ऊर्जा क्या होनी चाहिए और हमने Lagrangian का पता लगाने की कोशिश की और एक बार जब आपको यह विशेष Lagrangian मिल गया है तब हम इस Lagrange यूलर फॉर्मूलेशन का उपयोग करते हैं जो कि कुछ भी नहीं है बल्कि तो यह वह तरीका है जिससे हम जोड़ टोक़ क्या होना चाहिए धन्यवाद